कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पाठ्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है तो पिछली कक्षाओं में आपने प्रोटोकॉल स्टैक के ट्रांसपोर्ट लेयर में विभिन्न सेवाओं को देखा और हमने कनेक्शन स्थापना और कनेक्शन समाप्ति प्रक्रिया को विस्तृत में देखा था इसलिए आज हम दूसरी सेवाओं पर ध्यान देंगे जो प्रवाह नियंत्रण और ट्रांसपोर्ट लेयर में विश्वसनीयता हैं तो प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता यह सुनिश्चित करती है कि जब भी आप दो दूरस्थ होस्ट्स के बीच संबंध समाप्त करने के लिए एन्ड टू एन्ड कनेक्शन स्थापित करते हैं तो उस कनेक्शन के शीर्ष पर आपको डेटा का एक क्रम भेजने की आवश्यकता होती है तो टीसीपी प्रकार के प्रोटोकॉल में ट्रांसपोर्ट लेयर में आप इसे बाइट्स के अनुक्रम के रूप में भेजते हैं दूसरी ओर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल के कुछ संस्करण में डेटा पैकेट के अनुक्रम या खंडों के अनुक्रम के रूप में प्रेषित होता है तो इस एंड टू एंड कनेक्शन में जो उपकरणों के दो छोरों पर स्थापित किया जा रहा है दो छोर के उपकरणों पर यहां हमारा पहला उद्देश्य यह है कि प्रेषक द्वारा रिसीवर को अधिक डेटा नहीं भेजा जाना चाहिए उसके तुलना में जितना की वो प्राप्त कर सकता है तो यह विशेष कार्यप्रणाली या यह विशेष दर्शनशास्र हम इसे एक प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम कहते हैं तो प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म यह सुनिश्चित करता है कि प्रेषक हमेशा इस बात से अवगत होता है कि एक रिसीवर क्या प्राप्त कर सकता है या रिसीवर कितना डेटा प्राप्त कर सकता है और तदनुसार प्रेषक ने संचरण की अपनी दर को समायोजित कर दिया जैसे कि वह बहुत अधिक दर से संचरण नहीं करता है जिस पर रिसीवर प्राप्त नहीं कर सकता है उसी समय जैसा कि हमने पहले चर्चा किया है कि प्रोटोकॉल स्टैक की निचली परत अविश्वसनीय है इसलिए जब भी नेटवर्क लेयर रिमोट होस्ट को पैकेट या डेटा फ़ॉर्वर्ड करता है तो नेटवर्क लेयर किसी तरह की गारंटी या आश्वासन सुनिश्चित नहीं करता है कि आपका डेटा दूसरे छोर पर पहुंचेगा इसलिए यह सबसे अच्छा प्रयास करता है आपके डेटा को गंतव्य पते के आधार पर वितरित करने के लिए और मध्यवर्ती हॉप्स का पता लगाने के लिए जिसके माध्यम से पैकेट को वितरित करने की आवश्यकता होती है लेकिन दूसरी ओर नेटवर्क लेयर को इस बात से परेशानी नहीं होती कि नेटवर्क में कितना डेटा पुश करना है या कितना डेटा ट्रांसफर करना है और एक परिणाम के रूप में पैकेट स्विचिंग नेटवर्क में क्या होता है मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि मध्यवर्ती नेटवर्क उपकरणों पर जैसे की राउटर मध्यवर्ती बफ़र भर सकते हैं और आप उन मध्यवर्ती राउटर में बफर ओवरफ्लो का अनुभव कर सकते हैं और उसके कारण जब भी आप इस नेटवर्क लेयर के माध्यम से IP डिलीवरी विधि का उपयोग करके डेटा डिलीवर कर रहे होते हैं तो इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि काफी संख्या में डेटा फ्रेम या डेटा सेगमेंट नेटवर्क लेयर से ड्राप होते जा रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट लेयर का कार्य यह विचार करना या यह पता लगाना या समझना है कि डेटा एक छोर से दूसरे छोर तक सही ढंग से स्थानांतरित किया गया है या नहीं और यदि इसे दूसरे छोर पर सही तरीके से स्थानांतरित नहीं किया गया है तो यह सुनिश्चित करने के लिए की हर वह संदेश जो एप्लिकेशन लेयर द्वारा भेजा जाता है वह अंततः दूसरे छोर पर पहुंचा दिया जाता है इसलिए व्यापक विचार यह है कि आप चैनल को समझते हैं आप मीडिया को यह पता लगाने के लिए समझ लेते हैं कि डेटा सही तरीके से प्रसारित किया जा रहा है या नहीं यदि डेटा सही तरीके से प्रसारित नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि दूसरा छोर डेटा प्राप्त करने में सक्षम नहीं है यदि आप यह पता लगाने में सक्षम हैं तो डेटा को यह सुनिश्चित करने के लिए पुनः प्रसारित करें कि अंततः डेटा दूसरे छोर रिसीवर द्वारा प्राप्त किया गया है अब एक विशिष्ट ट्रांसपोर्ट लेयर में इस प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता को एक साथ लागू किया जाता है इसलिए हम अलग अलग क्रियाविधि में देखते हैं जिसके माध्यम से हम एक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक की ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता एल्गोरिदम को लागू करते हैं तो आइये हम उस विस्तृत क्रियाविधि के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए यह विश्वसनीयता सुनिश्चित करने का व्यापक विचार है जैसा कि मैंने उल्लेख किया है कि आपकी नेटवर्क लेयर आपको एक अविश्वसनीय चैनल प्रदान करती है इसलिए नेटवर्क लेयर यह गारंटी नहीं देता है कि जिस पैकेट को वह दूसरे छोर पर पहुंचाने की कोशिश कर रहा है वह अंततः प्रसारित हो जाएगा इसलिए मध्यवर्ती राउटर से बफर अतिप्रवाह होने की संभावना हमेशा रहती है जिसके कारण इससे डेटा हानि की संभावना होती है अब हमारे पास कुछ काल्पनिक विधि या काल्पनिक कार्य हैं जिसके माध्यम से हम विभिन्न लेयर्स के बीच बातचीत प्रक्रिया के बारे में आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे अब यदि आप सिर्फ एप्लिकेशन के नजरिए से सोचते हैं तो एप्लिकेशन हमेशा चाहता है या एप्लिकेशन हमेशा एक कार्यप्रणाली रखने की कोशिश करता है जिसके माध्यम से आप विश्वसनीयता सुनिश्चित कर पाते हैं तो इसका मतलब है एप्लीकेशन हमेशा चाहता है कि यदि कोई प्रेषक या भेजने की प्रक्रिया कुछ संदेश या निश्चित डेटा भेज रही है तो वह डेटा अंततः रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाएगा तो रिसीवर को सभी संदेश प्राप्त होंगे तो आप एक फ़ाइल स्थानांतरण जैसे एप्लिकेशन के बारे में सोच सकते हैं तो पूरी बड़ी फ़ाइल को कई विखंडों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रेषक प्रक्रिया उस फ़ाइल के लिए डेटा बिट्स भेजने लगता है अब रिसीवर की तरफ आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होती है कि प्रेषक द्वारा भेजे गए सभी डेटा को अंततः प्राप्त किया जाता है अन्यथा आप पूरी फ़ाइल को फिर से संगठित नहीं कर पाएंगे तो यही कारण है कि आवेदन के नजरिए से विश्वसनीयता एप्लीकेशन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है लेकिन जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कि एप्लीकेशनस का एक निश्चित समूह मौजूद हैं जहां विश्वसनीयता इतनी महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि डेटा देना या संदेशों को पूर्वनिर्धारित समय या अवधि के भीतर वितरित करना अधिक महत्वपूर्ण है और उस स्थिति में हम यूडीपी प्रकार के प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं जहां विश्वसनीयता चिंता का विषय नहीं है या विश्वसनीयता का उपयोग नहीं किया जाता है लेकिन एप्लीकेशन के लिए एप्लीकेशन के सेट के लिए जब विश्वसनीयता एक चिंता का विषय होती है तब उस दौरान एप्लीकेशन हमेशा यह उम्मीद करता है कि डेटा या संदेश जो एप्लीकेशन से स्थानांतरित किया गया है वे अंततः रिसीवर को प्राप्त होंगे अब यहाँ एप्लीकेशन एक विश्वसनीय चैनल की अपेक्षा करता है तो सवाल यह है कि आपका नेटवर्क लेयर अविश्वसनीय है तो इन अविश्वसनीय चैनलों पर आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं या विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यप्रणाली कैसे लिख सकते हैं तो विचार यह है कि ट्रांसपोर्ट लेयर पर आपके पास प्रेषक पक्ष और रिसीवर पक्ष पर यह विश्वसनीय डेटा स्थानांतरण प्रोटोकॉल है तो यह नेटवर्क लेयर पर भेजने की प्रक्रिया यह अविश्वसनीय सेंड udt send है जो डेटा भेजने का एक अविश्वसनीय तरीका व्यक्त करता है उसके ऊपर आप इस विश्वसनीयता क्रियाविधि को लागू कर रहे हैं जो सुनिश्चित कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर के शीर्ष पर विश्वसनीय डेटा भेजें इसलिए जब भी आप ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बीच इंटरफ़ेस बनाते हैं तो वहां आपके पास अविश्वसनीय डाटा सेंड होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लिकेशन लेयर के इंटरफेस पर आपके पास विश्वसनीय डेटा सेंड का इंटरफेस होता है अब दूसरे छोर पर यह विश्वसनीय तरीके से डेटा प्राप्त करता है इस विश्वसनीय डेटा सेंड क्रियाव्रिधि होने के कारण जो वहाँ होता है और जो रिसीवर की तरफ यह विश्वसनीय डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है अंततः यह संदेश प्राप्त करेगा और यह डेटा को एप्लिकेशन लेयर तक पहुंचाएगा तो इस तरह से एप्लिकेशन लेयर हमेशा संदेशों की एक विश्वसनीय डिलीवरी की उम्मीद करता है और यहां हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट लेयर में आप प्रेषक की ओर से और रिसीवर पक्ष पर इस दो क्रियाविधि को कैसे लागू कर सकते हैं जो आपको सिस्टम में विश्वसनीयता सुनिश्चित करने में मदद करेगा तो आइए इस प्रक्रिया को विस्तृत में देखते हैं इसलिए जैसा कि मैंने पहले टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक की एक अलग लेयर के बारे में चर्चा किया था कि कुछ सेवाओं को प्रोटोकॉल स्टैक की कई लेयर्स में लागू किया जाता है तो यह प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि नियंत्रण ये दो क्रियाविधि हैं जो ट्रांसपोर्ट लेयर और डेटा लिंक लेयर दोनों पर लागू होते हैं तो सवाल यह है कि हमें ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ साथ डेटा लिंक लेयर पर फ्लो कंट्रोल को लागू करने की आवश्यकता क्यों है इसलिए यदि आप केवल इस तरह से प्रश्न पूछते हैं तो हम यह मान लें कि मेरे पास डेटा लिंक लेयर में मेरा प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम है जिसे लागू किया जा रहा है क्या मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम की आवश्यकता है तो आइये हम एक उदाहरण देखते हैं जहां डेटा लिंक लेयर पर आपके पास यह फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथम है तो डेटा लिंक लेयर हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म को सुनिश्चित करता है इसलिए जैसा कि हमने पहले ही यह सीख लिया है कि आपका डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल यह हॉप बाई हॉप सिधांत हॉप बाई हॉप डेटा का प्रसारण को सुनिश्चित करता है जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर डेटा के पूर्ण एन्ड टू एन्ड वितरण को सुनिश्चित करता है अब जब भी हम कहते हैं कि डेटा लिंक लेयर पर फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म लागू है तो यह ऐसा है जैसे कि हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल को लागू किया गया है तो यदि आप इस बारे में सोचते हैं कि जैसे R1 R2 और R3 मध्यवर्ती राऊटरर्स हैं और यह स्रोत है और यह अंतिम गंतव्य है तो डेटा लिंक लेयर पर ये प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास एस और आर के मध्य आर 1 आर 1 और आर 2 आर 2 और आर 3 और आर 3 और डी के मध्य प्रवाह नियंत्रण कार्यप्रणाली है तो अब यह हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म है अब प्रश्न यह आता है यदि मेरे पास यह हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म है तो क्या फिर भी मुझे ट्रांसपोर्ट लेयर पर फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म की आवश्यकता पड़ेगी अब जरा एक परिदृश्य के बारे में सोचें जो कि यह लिंक S से R1 तक यह 10 mbps है लिंक आर 1 से आर 2 तक यह 5 एमबीपीएस है लिंक R2 से R3 तक यह 3 mbps है और R3 से इस D तक का लिंक यह 1 mbps है अब यहाँ क्या होता है कि जब भी आप डेटा लिंक लेयर पर हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल द्वारा इस को लागू करते हैं तब S से R1 तक S को पता चलता है कि मैं 10 mbps की दर से डेटा भेज सकता हूँ तो यह 10 एमबीपीएस की दर से डेटा भेजता है लेकिन फिर R1 को पता चला कि वह 10 mbps की दर से R2 को डेटा नहीं भेज पाएगा हालाँकि यह 10 mbps की दर से डेटा प्राप्त कर रहा है लेकिन इसके लिए 5 mbps ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है इसी तरह R2 यह पता लगाता है कि यह 5 mbps की दर से डेटा भेजने में सक्षम नहीं होगा बल्कि इसे 3 mbps पर डेटा भेजने की आवश्यकता है और अंत में R3 से D तक यह केवल 1 mbps की दर से डेटा भेज सकता है अब यदि S को इन सभी के बारे में जानकारी नहीं है इसलिए यदि आप इस संपूर्ण एन्ड टू एन्ड पथ के प्रभावी दर को देखते हैं तो इस पूरे एंड टू एंड पथ की यह प्रभावी दर 1 एमबीपीएस के बराबर होगी अब यदि S को यह जानकारी नहीं मिलती है तो S 10 एमबीपीएस की दर से डेटा को भेजने की कोशिश करेगा और क्या होगा कि R1 R2 को डेटा वितरित करने में सक्षम नहीं होगा और इसी तरह डेटा आगे के लिंक पर नहीं बढेगा तो इस तरह से वह अतिरिक्त डेटा जो R1 पर आ रहा है इसलिए R1 10 एमबीपीएस की दर से डेटा प्राप्त कर रहा है लेकिन यह केवल 5 एमबीपीएस की दर से डेटा वितरित करने में सक्षम है इसलिए इसके परिणामस्वरूप यह जो अतिरिक्त डेटा है जो इसे प्राप्त हो रहा है यह बफर स्पेस को भरने लगेगा जो R1 पर उपलब्ध है और अंततः क्या होगा कि अंततः हम बफर से बफर ओवरफ्लो के कारण डेटा हानि का अनुभव करेंगे तो बड़ी मात्रा में डेटा हानि होगी क्योंकि स्रोत 10 mbps की दर से डेटा संचारित कर रहा है लेकिन रिसीवर दूसरे छोर पर केवल 1 mbps की दर से डेटा प्राप्त करने में सक्षम है और परिणामस्वरूप यह 9 एमबीपीएस डेटा विभिन्न मध्यवर्ती राउटरों के बफ़र्स की विभिन्न लेयर्स पर इक्कठे हो जायेंगे और यही कारण है कि हम इसे लागू करने में सक्षम नहीं होते हैं यदि हम इस प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म को हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल के लिए सिर्फ डेटा लिंक लेयर पर लागू करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है हमें इसे ट्रांसपोर्ट लेयर पर लागू करना होगा अब हमें दूसरे तरीके पर ध्यान देना चाहिए जैसे आपके पास यह एन्ड टू एन्ड प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म है और उस स्थिति में डेटा लिंक लेयर पर इस प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म की आवश्यकता है या नहीं अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या होता है यदि आप केवल एन्ड टू एन्ड डेटा वितरण को समाप्त या एंड टू एंड फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम को सुनिश्चित कर रहे हैं तो आपके पास एक राउटर है जिसके साथ आपका स्रोत जुड़ा हुआ है फिर आपके पास यह मध्यवर्ती नेटवर्क है फिर एक और राउटर और फिर आपका गंतव्य जो वहां है और आप केवल इन दो एन्ड होस्ट के बीच प्रवाह नियंत्रण सुनिश्चित कर रहे हैं और पहले के उदाहरण के बारे में सोचें कि आप 1 एमबीपीएस की दर से डेटा भेज रहे हैं अब आप नेटवर्क में केवल दो मध्यवर्ती राउटर के बारे में सोचे अब इस राउटर में कई इनकमिंग पोर्ट हैं तो यह एक सड़क नेटवर्क की तरह है जहाँ आप कई हिस्सों से डेटा एक साथ प्राप्त कर रहे हैं तो आप इस लिंक से डेटा प्राप्त कर रहे हैं आप इस लिंक से डेटा प्राप्त कर रहे हैं आप इस लिंक से डेटा प्राप्त कर रहे हैं और इसी तरह आगे तो इस तरह यह हो सकता है कि जो लिंक 1 mbps की दर से डेटा को आगे प्रेषित कर रहा है लेकिन यह लिंक 2 mbps की दर से डेटा को प्रेषित कर सकता है और माना कि यह लिंक 5 mbps की दर से डेटा को प्रेषित कर रहा है लेकिन यह आउटगोइंग लिंक माना इसकी केवल 3 एमबीपीएस की गति है उस स्थिति में क्योंकि यह बहु इनकमिंग लिंक इंटरमीडिएट राउटर में परिवर्तित हो रहे हैं ऐसा हो सकता है कि कुल आवक दर जो कई अन्य इनकमिंग लिंक्स से वहाँ हैं वह राउटर की कुल आउटगोइंग क्षमता से बाहर निकल रही है और इस वजह से यह एन्ड टू एन्ड प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म के लिए यह इस तरह के परिदृश्य में खराब प्रदर्शन कर सकता है तो इसीलिए इसे नियंत्रित करके नियंत्रण बनाने के लिए आपको नेटवर्क में हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम की आवश्यकता होती है तो आपका काम क्या होगा आपका कार्य प्रत्येक हॉप पर प्राप्ति दर को कम करना होगा जैसे कि मध्यवर्ती राउटर कम भीड़ का अनुभव कर रहे हों कम मात्रा में भीड़ इसलिए ऐसा करने से आप सिस्टम के प्रदर्शन को प्रभावी ढंग से सुधार रहे हैं लेकिन याद रखें कि हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल लागु करने के बाद भी पूर्ण विश्वसनीयता कि डेटा हानि का पूर्ण उन्मूलन को सुनिश्चित करना संभव नहीं हो सकता है क्योंकि आप कई हॉप्स से डेटा प्राप्त कर रहे हैं और हर जगह एक तरह का अनुमान चल रहा है कि आदर्श दर क्या होनी चाहिए जिस पर एक छोर दूसरे छोर पर डेटा भेजना सुनिश्चित करता है और यह अनुमान है जो कुछ समय लेता है इसलिए सिस्टम के अभिसरण की ओर बढ़ने से पहले हमेशा महत्वपूर्ण मात्रा में डेटा हानि होने की संभावना होती है तो आप पूरी तरह से हॉप बाई हॉप फ्लो कंट्रोल प्रवाह नियंत्रण कार्यप्रणाली द्वारा डेटा हानि को समाप्त नहीं कर पाएंगे लेकिन निश्चित रूप से आप प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं और यही कारण है कि हम इसे प्रवाह नियंत्रण कार्यप्रणाली कहते हैं त्रुटि नियंत्रण हम बाद में चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर पर प्रवाह नियंत्रण और यह त्रुटि नियंत्रण कार्यप्रणाली वे आवश्यक हैं जबकि प्रवाह नियंत्रण और त्रुटि नियंत्रण कार्यप्रणाली और डेटा लिंक लेयर वे आपके प्रोटोकॉल के प्रदर्शन में सुधार करते हैं अब हम विभिन्न प्रकार के फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम पर गौर करते हैं और उस पर जाने से पहले हमें नेटवर्क में इस तरह के एंड टू एंड प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों है तो इसके लिए मैं आप सभी को इसे इस विशेष पेपर के माध्यम से पढ़ने का सुझाव देता हूं जो साल्टजर रीड और क्लार्क द्वारा प्रकाशित किया गया था इसलिए यह कंप्यूटर नेटवर्किंग का एक मौलिक पेपर है जो इस बारे में बात करता है कि इंटरनेट में इस तरह के एंड टू एंड प्रोटोकॉल की आवश्यकता क्यों होती है जब पहले से ही हॉप बाई हॉप प्रोटोकॉल मौजूद हैं इसलिए मैं आप सभी को सुझाव देता हूं उन सिद्धांतों के बारे में जिन्हें आप टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल स्टैक में अपनाते हैं ताकि इंटरनेट पर इस तरह के एंड टू एंड प्रोटोकॉल को लागू किया जा सके इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप यह विशेष पेपर जरुर पढ़े अब इस प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म पर ध्यान दें तो सबसे सरल प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म जो हमारे पास है हम इसे एक स्टॉप के रूप में कहते हैं और प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम की प्रतीक्षा करते हैं तो एक त्रुटि मुक्त चैनल में स्टॉप एंड वेट फ्लो कंट्रोल एल्गोरिथ्म निम्नानुसार काम करता है प्रोटोकॉल बहुत सरल है कि आप एक फ्रेम भेजते हैं या आप एक पैकेट भेजते हैं और फिर आप इसकी प्राप्ति की प्रतीक्षा करते हैं इसलिए एक बार जब रिसीवर इस फ्रेम को प्राप्त करता है तो यह एक पावती भेजता है और प्रेषक इसे अगले फ्रेम या अगले पैकेट भेजने से पहले पावती के लिए इंतजार करता है इसलिए एक बार जब आप यह पावती प्राप्त कर रहे होते हैं तो आप केवल अगले फ्रेम को भेजते हैं तो इस तरह से हर फ्रेम में एक पावती जुड़ी होती है और केवल जब आप पावती प्राप्त करते हैं तो आप अगले फ्रेम को प्रसारित करते हैं अब यदि यह एक त्रुटि मुक्त चैनल है तो यह हमेशा गारंटी होती है कि अंततः रिसीवर को फ्रेम प्राप्त होगा और यह आपको पावती वापस भेज सकेगा और प्रेषक को अंततः पावती प्राप्त होगी क्योंकि यह एक त्रुटि मुक्त चैनल है और वहां कोई नुकसान नहीं है इसलिए एक बार जब आप पावती प्राप्त कर रहे हैं तो आप सुनिश्चित हैं कि रिसीवर को यह विशेष फ्रेम मिला है और इसलिए आप अगले फ्रेम को प्रसारित करते हैं इसलिए यह स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल का व्यापक विचार है इसलिए आप ट्रांसमिशन भेजने के बाद रुक जाते हैं अगले फ्रेम को भेजना शुरू करते हैं एक फ्रेम भेजने के बाद पावती का इंतजार करते हैं जैसे ही आपको एक वेट मिलता है तो आप अगला फ्रेम भेजते हैं अब इस फ्लो कंट्रोल अल्गोरिथम को नोइज़ी चैनल में देखते हैं वही स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल इसलिए यहां हम प्रत्येक फ्रेम और संबंधित पावती की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने के लिए अनुक्रम संख्या की अवधारणा का उपयोग करते हैं तो हर फ्रेम एक क्रम संख्या के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए यदि आप इस उदाहरण को देखते हैं तो यह फ्रेम 0 एक अनुक्रम संख्या के साथ जुड़ा हुआ है तो यह 0 इस फ्रेम के लिए अनुक्रम संख्या है और फिर हमें एक पावती मिल रही है तो यह पावती कार्यप्रणाली यह पावती 1 भेज रहा है यह पावती 1 भेज रहा है जिसका अर्थ है कि B ने फ्रेम 0 को सही ढंग से प्राप्त किया है और फिर यह फ्रेम 1 के लिए उम्मीद कर रहा है तो फिर आप फ़्रेम 1 भेजते हैं इसलिए एक बार जब B को फ्रेम 1 मिल जाता है तो यह पावती 0 भेजता है इसका मतलब है B को फ्रेम 1 प्राप्त हुआ है और यह पावती 0 के लिए इंतजार कर रहा है इसलिए एक नोइज़ी चैनल में इस तरह पहला कारण पहला सिद्धांत है कि आप इसी क्रम संख्या का उपयोग करके हर फ्रेम को अलग करते हैं जो कि चैनल के हर फ्रेम की विशिष्ट पहचान देता है अब क्योंकि यह एक नोइज़ी चैनल है इसलिए नेटवर्क से फ़्रेम खोने की संभावना होती है क्यूंकि यह फ्रेम नेटवर्क से गायब होते हैं इसलिए यदि कोई फ्रेम लॉस है तो हम किसी भी पावती को वापस नहीं भेजेंगे तो आप एक टाइमआउट मान के लिए प्रतीक्षा करें तो A टाइमआउट मान का इंतजार करेगा और एक बार यह समय समाप्त हो जाएगा तो A फ्रेम के साथ वापस आ जाएगा अब यहां एक दिलचस्प सवाल यह है कि स्टॉप और वेट में अनुक्रम संख्या का अधिकतम आकार क्या हो सकता है तो स्टॉप एंड वेट में आप देख सकते हैं कि एक समय में नेटवर्क में केवल एक फ्रेम ही बकाया हो सकता है इसलिए जब भी आप फ्रेम 0 भेजते हैं जब तक आपको उस फ्रेम से पावती नहीं मिलती है आप अगला फ्रेम नहीं भेजेंगे तो यही कारण है कि 2 बिट अनुक्रम संख्या पर्याप्त होगी और इस कारण से आप इस आरेख से देख सकते हैं कि प्रत्येक फ्रेम एक अनुक्रम संख्या के साथ जुड़ा हुआ है और अनुक्रम संख्या 0 और 1 है तो 0 और 1 को दोहराया गया इसका मतलब है जब भी आपने फ़्रेम 0 भेजा है जब तक कि आपको अपेक्षित फ्रेम 1 पावती नहीं मिल रही है आप फ्रेम 1 नहीं भेजेंगे तो आप हमेशा उस पावती को देखकर सुनिश्चित हो सकते हैं कि कौन सा फ्रेम किस पावती से मेल खाता है यदि आपको एक पावती 1 मिल रही है इसका मतलब है आपको सही ढंग से फ्रेम 0 प्राप्त हुआ है और आप फ्रेम 1 से उम्मीद कर रहे हैं तो यही कारण है कि हम इस प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिथ्म के लिए 2 बिट अनुक्रम संख्या का उपयोग स्टॉप और वेट का उपयोग करते हैं और इस तरह का एल्गोरिथ्म जहां हम अनुक्रम संख्या की अवधारणा और नोइज़ी चैनल के मामले में प्रवाह नियंत्रण एल्गोरिदम को उपयोग कर रहे हैं और आप देख सकते हैं की नोइज़ी चैनल में प्रवाह कंट्रोल अल्गोरिथम लागू करके हम सिस्टम में विश्वसनीयता भी सुनिश्चित कर रहे हैं इसलिए हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि रिसीवर सभी फ़्रेमों को सही ढंग से प्राप्त करे इसलिए अगर कोई टाइमआउट होता है तो आप उस फ्रेम को दोबारा से भेजते हैं तो यह फ्रेम 0 अंततः रिसीवर B द्वारा प्राप्त होता है इस तरह आप सिस्टम में विश्वसनीयता सुनिश्चित कर रहे हैं और यह प्रवाह नियंत्रण और विश्वसनीयता एल्गोरिथ्म एक साथ हम इसे स्वचालित रिपीट अनुरोध या एआरक्यू एल्गोरिदम कहते हैं इसलिए अबसे हम इन ARQ एल्गोरिदम इसके विभिन्न संस्करणों या ARQ एल्गोरिदम के अलग अलग संस्करण को विस्तृत में देखेंगे खैर इसलिए यह एक प्रकार का इस स्टॉप और वेट का प्रेषक पक्ष का ARQ अवस्था संक्रमण आरेख का कार्यान्वयन है तो यहाँ बात यह है कि यह आप प्रारंभिक अवस्था के बारे में सोच सकते हैं इसलिए प्रारंभिक स्थिति इस बारे में बात करती है कि आप ऊपर से कॉल 0 की प्रतीक्षा करते हैं इसका मतलब है आप शुरू में फ्रेम 0 की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो जो घटना वहां है वह प्रेषक पक्ष में है तो आप एप्लिकेशन लेयर से एक विश्वसनीय डेटा डिलीवरी भेज रहे हैं अब एक बार यह चीजें हो जाती हैं इसलिए ट्रांसपोर्ट लेयर साइड पर आप इस डेटा के साथ भेजने के लिए विश्वसनीय डेटा डिलीवरी के लिए कॉल कर रहे हैं अब यह विश्वसनीय डेटा वितरण कैसे सुनिश्चित करता है अतः आपको इस rdt को संबंधित udt कॉल में मैप करना होगा क्योंकि यदि आपको याद हो कि पहले हमने देखा है कि नेटवर्क लेयर पर कॉल इस udt कॉल की तरह अविश्वसनीय कॉल हैं तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं कि आप इस पैकेट के साथ एक अनुक्रम संख्या को जोड़ रहे हैं आप डेटा प्रदान कर रहे हैं और कुछ चेकसम को चेक करते हैं हम बाद में चर्चा करेंगे कि डेटा की त्रुटि मुक्त संचरण सुनिश्चित करें फिर आप अविश्वसनीय चैनल पर डेटा भेज रहे हैं और टाइमर शुरू कर रहे हैं अब जब भी आप पावती 0 की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आप उस स्थिति में जा रहे हैं जिसे आपने पैकेट 0 भेजा है तो आप संगत स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए यहां जैसे ही आप एक पैकेट प्राप्त करतें हैं और यदि आपको पता चलता है कि पैकेट दूषित है और उस स्थिति में आप एक ही लूप में हैं तो आप फिर से एक पावती की प्रतीक्षा करते हैं यदि समय समाप्त हो जाता है तो फिर से आप पैकेट इस udt सेंड कार्यप्रणाली के माध्यम से भेजते हैं आप पैकेट को फिर से भेजते हैं और टाइमर को फिर से शुरू करते हैं और फिर एक बार जब आप पावती प्राप्त कर रहे होते हैं तब आप इस स्थिति में चले जाते हैं कि एक कॉल की प्रतीक्षा करें क्योंकि आपने वह पावती प्राप्त कर ली है अब आप अगले फ्रेम को भेजना चाहते हैं जो कि फ्रेम 1 है तो उस स्थिति में आपको ऊपरी परत से पैकेट प्राप्त हुआ है और एक बार जब आप उस पैकेट को प्राप्त कर लेते हैं और वह पैकेट एक दूषित पैकेट नहीं होता है और यह पावती फ्रेम 0 से मेल खाता है तो आप इस स्थिति में जा रहे हैं एक बार जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आप ऊपरी परत से पैकेट प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं इसलिए एक बार जब आप ऊपरी परत से पैकेट प्राप्त कर लेते हैं तो आप इस फ़्रेम 0 के साथ डेटा के साथ यह सेंड कॉल भेजते हैं और वही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि आप इस क्रम संख्या को जोड़ते हैं अनुक्रम संख्या 1 डेटा और संबंधित चेकसम के साथ और फिर अविश्वसनीय चैनल के माध्यम से पैकेट को भेजें और आप उस अनुरूप पावती की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वही प्रक्रिया दोहराई जाती है कि यदि आप डेटा प्राप्त कर रहे हैं और पैकेट दूषित है तो आप इस लूप में हैं यदि समय समाप्त हो जाता है तो आप पैकेट को फिर से प्रसारित करते हैं और टाइमर को फिर से शुरू करते हैं और फिर जब भी आप पावती प्राप्त कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि आपको एक गैर दूषित पैकेट प्राप्त हो रहा है और आपको पावती फ्रेम 1 के अनुरूप प्राप्त होता है तब आप टाइमर बंद कर देते हैं और इस फ्रेम 0 का इंतजार करते हैं इस प्रकार आप इस तरह एक के बाद एक फ्रेम फ्रेम 0 के बाद फ्रेम 1 को भेजते हैं और आप एक के बाद एक पैकेट भेजने के लिए इस अवस्था संक्रमण आरेख के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और सिस्टम में विश्वसनीयता के साथ उचित प्रवाह नियंत्रण सुनिश्चित करते हैं ठीक है आइए हम उन समस्याओं पर ध्यान दें जो स्टॉप और वेट फ्लो कंट्रोल या एआरक्यू एल्गोरिदम से जुड़ी हैं स्टॉप और वेट एआरक्यू में सबसे पहले हर पैकेट को पिछले पैकेट की पावती के लिए इंतजार करना होगा इसलिए जब तक आप पिछले पैकेट के लिए पावती प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप अगला पैकेट नहीं भेज पाएंगे अब यदि आप द्विदिश कनेक्शन के बारे में सोचते हैं तो द्विदिश कनेक्शन के लिए आप स्टॉप और वेट के दो उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं स्टॉप और वेट का एक उदाहरण A से B तक डेटा को स्थानांतरित करना सुनिश्चित करेगा रोक के एक उदाहरण को सुनिश्चित करेगा और प्रतीक्षा और स्टॉप और वेट का एक और उदाहरण B से A में डेटा स्थानांतरित करना सुनिश्चित करेगा लेकिन इससे फिर से नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण संसाधन अपशिष्ट हो जाएगा कि दोनों पक्ष के लिए आपको पावती के लिए इंतजार करना होगा तो इस विशेष समस्या को हल करने के लिए एक संभव उपाय यह है कि आप डेटा और पावती दोनों दिशाओं से स्वीकार कर सकते हैं लेकिन यहां तक कि अगर आप डेटा और पावती दोनों दिशाओं के लिए स्वीकार कर रहे हैं तो यहां पिग्गीबैकिंग का मतलब है कि जब भी आप डेटा फ़्रेम भेज रहे हैं तो डेटा फ़्रेम के साथ आप पावती भी जोड़ते हैं तो यह डेटा कह रहा है कि यह अनुक्रम एक के लिए जा रहा है और अनुक्रम एक के साथ डेटा के साथ आप पिछले एक के लिए पावती भेजें जो कि B से A आ रहा है तो ऐसा लगता है कि यह B है और यह A है B से A तक आप एक डेटा पैकेट भेज रहे हैं B से A के लिए जब भी आप डेटा पैकेट भेज रहे हों तो कहें कि A ने पहले B को एक पैकेट भेजा है जब भी आप डेटा पैकेट A को भेज रहे हैं तो आप पावती भेज रहे हैं इसलिए हालांकि यह पिग्गीबैकिंग प्रणाली स्टॉप और वेट के की तुलना में इन दो उदाहरणों के उपयोग से अधिक कुशल है लेकिन फिर भी यह बड़ी मात्रा में संसाधन बर्बाद कर रहा है क्योंकि सभी पैकेटों के लिए आपको पावती के लिए इंतजार करना होगा तो आप पैकेट को नेटवर्क में समानांतर रूप से प्रसारित नहीं कर पाएंगे तो इस समस्या को हल करने के लिए हम फ्लो कंट्रोल एल्गोरिदम के एक वर्ग का उपयोग करते हैं जिसे हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल कहते हैं तो स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक पाइप लाइन प्रोटोकॉल है जहां आप संबंधित पावती की प्रतीक्षा किए बिना कई फ्रेम या कई पैकेट भेज सकते हैं तो आप कई फ़्रेम भेज सकते हैं और सभी फ़्रेम पाइपलाइन्ड तरीके से जा सकते हैं तो इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का एक व्यापक विचार कुछ इस तरह है यदि आप स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल को देखते हैं तो स्टॉप और वेट प्रोटोकॉल में आप केवल एक डेटा पैकेट भेज रहे हैं तो नेटवर्क में केवल एक डेटा पैकेट बकाया हो सकता है इसलिए एक बार जब यह रिसीवर इस डेटा पैकेट को प्राप्त कर लेता है तो यह रिसीवर ACK को वापस भेज देता है और एक बार जब आप प्रेषक पर ACK प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद ही आप अगला डेटा पैकेट भेज पाएंगे मेरे पाइपलाइन प्रोटोकॉल या स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के मामले में हम क्या करते हैं कि हम पैकेट का एक क्रम भेज सकते हैं और समानांतर रूप से हम पावती का अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से हम नेटवर्क पर इस पाइपलाइन अवधारणा का उपयोग करने में सक्षम होंगे जहां आप सभी को एक साथ पैकेट भेजने में सक्षम हो सकते हैं और समानांतर रूप से आप पावती का एक अनुक्रम प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरह से आप नेटवर्क संसाधन का अधिक कुशलता से उपयोग कर पाएंगे क्योंकि आजकल स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के इस विशेष दृष्टिकोण के साथ आप यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिक संख्या में पैकेट को नेटवर्क में पहुचाया जा सकता है यदि नेटवर्क में बहुत अधिक क्षमता है और समानांतर रूप से हम पावती प्राप्त करने में सक्षम होंगे और आप तदनुसार अपनी संचरण दर को समायोजित करने में सक्षम होंगे ताकि आप पैकेट को दूसरे छोर पर सही ढंग से प्राप्त कर सकें तो यह स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का व्यापक विचार है और अगली कक्षा में हम इस स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल को विस्तृत में देखते हैं कक्षा में उपस्थित होने के लिए आप सभी का धन्यवाद